नमस्कार मेरा नाम जयंत चटर्जी है मैं IIT कानपुर की ओर से प्रबंध सेवाओं और समसामयिक मुद्दों पर आपके साथ बातचीत कर रहा हूं और सेवा दर्शन किस तरह से व्यवसायों को बदल रहा है और यह हमारे पूरे सत्र के लिए एक मुख्य विषय होगा लेकिन इस विशेष सत्र में हम मूल्य निर्माण में इस ग्राहक भागीदारी या जिसे हम ग्राहक सह निर्माण कहते हैं पर अधिक गहराई से ध्यान केंद्रित करेंगे इसलिए अतीत में मैं कहूँगा कि शायद पिछले 30 40 वर्षों के लिए एक अवधारणा के रूप में विपणन या एक अवधारणा के रूप में संगठनात्मक व्यापार रणनीतियों पिछले सत्र में हमने ग्राहकों की अपेक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की पिछले सत्र में हमने देखा कि उपभोक्ताओं के दिमाग में किसी सेवा की आवश्यकता कैसे होती है और वहाँ क्या होता है जो हम सेवा संगठन को कहते हैं उस पर निर्भर हैमैं इस समय सेवा संगठन का उपयोग कर रहा हूँ लेकिन वास्तव में सभी संगठनों ने ग्राहकों को किसी तरह की बाधा या किसी तरह की जगह पर कुछ हद तक आभासी रूप से देखा और इसलिए सेवा संगठन और सेवा उपभोक्ताओं को अलग कर दिया गया था और व्यवसाय था जिसे हम व्यवसायों के लिए बाजार कहते हैं जहां वितरक डीलर स्टॉक और इतने पर उपभोक्ता के लिए विपणन किया गया था जहां व्यवस्था को बढ़ाने वाला व्यवस्था को बनानेवाला और इतने पर लेकिन ये दोनों संस्थाएँ अलग अलग बनी हुई हैं और इस ओर इस बाज़ार का पक्ष है इस आरेख को क्रमबद्ध करने के लिए आज प्रतिमान बदल रहा है यह चित्र मैंने पहले एक बार दिखाया है लेकिन मैं आज इसे और अधिक विस्तार से बताने जा रहा हूं यहां जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी इस सेवा संगठन और सेवा उपभोक्ता हैं वे इस तरफ हैं लेकिन हमने अब सेवा कर्मचारियों को शामिल किया है इस आरेख में जैसा कि आप देखेंगे कि सेवा कर्मचारी लगभग सेवा उपभोक्ताओं से अलग हो गए हैं तो आपके पास कुछ परिभाषित इंटरैक्शन था लेकिन आप वास्तव में उस कर्मचारी बदलाव का हिस्सा नहीं हैं इस स्थिति में हम जो देख रहे हैं वह सेवा संगठन सेवा कर्मचारी सेवा उपभोक्ता हैं वे एक त्रिकोण बनाते हैं और फिर परस्पर संवादात्मक त्रिकोण बनाते हैं इसका मतलब है कि सेवा उपभोक्ता बातचीत कर सकते हैं और अक्सर सेवा कर्मचारियों के साथ वैकल्पिक स्थानों पर बातचीत कर सकते हैं परिणामस्वरूप आज हमारे पास नई शब्दावली है जैसे आंतरिक विपणन और बाहरी विपणन मैं अब प्रोफेसर सी के प्रहलाद और रामास्वामी के ऐतिहासिक कार्य से प्रेरित होकर अगली स्लाइड में बताऊंगा कि आज की दुनिया में कैसे मूल्य पैदा हो रहे हैं इसलिए हम अब इस दुनिया में नहीं हैं जहां संगठन और उपभोक्ता अलग हो गए हैं लेकिन जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि यह आरेख जो शीर्ष पर है जहां पुरानी दुनिया को दर्शाया गया है जहां इस बीच में यह एक तरफ अंतरिक्ष है हमारे पास संगठन है जिसके पास आपूर्ति श्रृंखला और वितरण श्रृंखला है और दूसरी तरफ हमारे पास ग्राहक हैं यह आरेख इसलिए है अब यहाँ आरेख में परिवर्तन हो रहा है यह तीर इसलिए हमारे यहां संगठन है फर्म और हम अब संगठन को देख रहे हैं एक नेटवर्क है इसलिए यहां भी एक आपूर्तिकर्ता खरीदार संबंध नहीं है हम पूरे नक्षत्र को एक नेटवर्क के रूप में देख रहे हैं और हम ग्राहकों को एक नेटवर्क के रूप में भी देख रहे हैं क्योंकि अब हमें एहसास हुआ है और जब प्रोफेसर प्रहलाद और रामास्वामी ने यह काम किया तो मुझे लगता है कि शायद 10 12 साल पहले उस समय बहुत दूर का नजारा था लेकिन आज सोशल मीडिया के तेजी से प्रसार और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सर्वव्यापीपन के साथ यह एक पूर्ण वास्तविकता है यदि आप किसी विशेष स्वास्थ्य देखभाल केंद्र से या किसी होटल से या किसी रेस्तरां से सेवा से नाखुश हैं या आपकी मोबाइल फोन सेवा ने आपके लिए कोई समस्या नहीं बताई है तो यह टैरिफ तंत्र है आप फेस बुक पर होंगे आप अलग अलग अन्य प्लेटफॉर्म पर होंगे आपकी चिंता को देखते हुए आपकी नाखुशी को देखते हुए और अक्सर यह संक्रामक होगा तो ग्राहक एक नेटवर्क है संगठन एक नेटवर्क में हैं इसलिए हम समझते हैं कि अब बहुत बाधा नहीं है तो इस सीमा को डिफ्यूज किया गया है यह ग्राहक कंपनी की बातचीत नहीं है जो एक अलग स्थान पर होती है यह दोनों तरफ से अनुमति देती है तो ग्राहक इनपुट प्रदान करते हैं यहां तक कि विचार मंच पर भी इससे पहले हमने बाजार अनुसंधान किया ग्राहक से विचार लिया और उसे वापस लाया अब ग्राहक अक्सर नए उत्पाद विचार निर्माण में वास्तविक समय में भाग लेते हैं हम कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे जो थोड़ी देर बाद कहेंगे इसलिए पारंपरिक से नई दुनिया के लिए यह परिवर्तन मूल्य सृजन और उन लोगों में से जिन्हें आप रुचि रखते हैं कृपया पढ़ें मुझे लगता है कि प्रहलाद और रामास्वामी के अधिकांश काम मुफ्त पढ़ने के लिए नेट पर उपलब्ध हैं कृपया इस प्रतिमान को समझने के लिए उनका काम पढ़ें सह निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तव में समझता है कि अब रिश्तों को अलग नहीं किया जा सकता है रिश्ते वास्तव में जुड़े हुए हैं तो इसीलिए इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि किसके कितने कनेक्शन हैं किसके कितने फॉलोअर्स हैं और कितने लोग आपके पीछे आ रहे हैं क्योंकि जो सोशल मीडिया के माध्यम से संचार की इस जबरदस्त शक्ति का निर्माण करता है जो एक ब्रांड का अर्थ बदल सकता है जो आपके मार्केटिंग संदेश को बदल सकता है तो अब यह नहीं है कि आप बाजार अनुसंधान करते हैं कुछ विचारों के साथ आते हैं कुछ विचारों के साथ टिंकर करते हैं एक उत्पाद बनाते हैं और फिर उत्पाद को पेश करते हैं कुछ प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं और फिर उत्पाद के साथ फेरबदल करते हैं या नहीं पूरी बात अब लगभग वास्तविक समय और गतिशील रूप से एक सहज आगे और पीछे की प्रक्रिया के रूप में होती है तो नए जायके को आइसक्रीम या दही के लिए पेश किया जा सकता है लगभग वास्तविक समय में जैसा कि आप लगातार आने वाली ग्राहक प्रतिक्रिया को समझते हैं ग्राहक भाग लेते हैं कि मैंने ऐसा किया है और मैं इस आइसक्रीम को इस आइसक्रीम के साथ मिलाता हूं और यह अद्भुत था और एक नया स्वाद बनता है तो संलयन एक नई बहुत लोकप्रिय दुनिया है और यह सह निर्माण से बहुत ताकत प्राप्त करता है और सह निर्माण भी एक सीखने की प्रक्रिया है वास्तविक समय कनेक्शन में हो संगठन और ग्राहक एक दूसरे से सीख सकते हैं इसलिए मैं निक कॉट्स 2009 सह निर्माण नए रास्तों के मूल्य के लिए इस विशेष दिलचस्प शोध पत्र का भी उल्लेख करूंगा बहुत अधिक उदाहरण और प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और सी के प्रहलाद की पुस्तक जिसे मैं संदर्भित करता हूं इसलिए मुख्य आंदोलन जो हो रहे हैं कि निष्क्रिय खरीदारों से ग्राहक सक्रिय एजेंट बन रहे हैं संगठनों की बजाय ग्राहकों को सुन रहे हैं और फिर अपनी व्याख्या कर रहे हैं अब आप लगातार बातचीत में हैं ग्राहक भागीदार हैं और एक दूसरे के बिंदुओं को समझना है लगभग वास्तविक समय में अनुभवों को साझा किया जाना है और संगठन और उपभोक्ता के बीच निरंतर ज्ञान का प्रवाह होना है और विशेषज्ञों की व्याख्या करने पर कम निर्भरता है इसलिए कई तरह के बड़े डेटा एनालिटिक टूल्स मार्केट रिसर्च के साथ कई तरह से अब कम निर्भर और मार्केट रिसर्च विशेषज्ञ हैं प्रबंधक ग्राहकों की ज़रूरतों और विचारों और प्रतिक्रियाओं को लगभग वास्तविक समय में सूचना एकत्र करने सूचना की व्याख्या करने और ज्ञान संबंधी प्रतिक्रिया प्रदान करने के माध्यम से समझ सकते हैं इसलिए प्रहलाद ने वास्तव में डार्ट नामक इस दिलचस्प संक्षिप्त नाम को कॉन्फ़िगर किया जो मूल्य के सह निर्माण में सफल ग्राहक भागीदारी के लिए एक शर्त है और खर्च करने के लिए यह संवाद पहुंच और जोखिम प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए खड़ा है इसलिए संवाद बहुत स्पष्ट है कि आप वास्तव में अब संगठन और ग्राहक के बीच मैसेजिंग स्टोर नहीं कर रहे हैं तो यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हमने यहां दिखाया है कि आप समय अंतराल के साथ समय संचार पर निर्भर नहीं हैं आप संचार को लगभग वास्तविक समय में देख रहे हैं और इसलिए ग्राहकों को सुनने से हम ग्राहकों के साथ बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं इसलिए यह पहला महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम संवाद कहते हैं पहले के ग्राहकों के पास संगठन और कर्मचारियों के बीच क्या चल रहा था इसकी पहुँच नहीं है अब यह अवरोध भंग हो गया है कर्मचारी और ग्राहक उपभोक्ता सीधे संवाद में हो सकते हैं क्योंकि प्रबंधन प्रत्यक्ष संवाद हो सकता है इसलिए जो ज्ञान पहले संगठन के भीतर उपलब्ध था वह अब ग्राहक की समझ और व्याख्या और टिप्पणियों के लिए रखा जाता है इसलिए ज्ञान द्विदिश उपभोक्ता के साथ साथ संगठन तक पहुंच और व्याख्या के लिए विशेषज्ञता अनुभवों को साझा करने के लिए विशेषज्ञता नए प्रतिमान का निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है जोखिम प्रबंधन का मतलब जाहिर है अधिक जानकारी के रूप में अधिक आंतरिक जानकारी साझा की जाएगी जोखिम की भावना होगी कि क्या गोपनीय जानकारी चाहे महत्वपूर्ण जानकारी लीक हो जाएगी लेकिन हम पाते हैं कि पारदर्शिता और जानकारी साझा करने में कोई संदेह नहीं है जिससे जोखिम बढ़ जाता है लेकिन यह भी एक ही समय में ग्राहकों के मन में अधिक जिम्मेदारी लाता है इसलिए ग्राहक अपने सेवारत संगठनों की देखभाल करते हैं और यह ज्यादातर मामलों में गोपनीय रूप से स्वयं का प्रबंधन है इसलिए और हमारे पूरे अनुभव से पता चलता है कि पारदर्शिता अच्छी है जोखिम की एक मात्रा है जिसे प्रबंधित करने की आवश्यकता है इसे जांचने की आवश्यकता है आपके पास कुछ ग्राहक हो सकते हैं जो आपके बीटा स्टेज पर एक उत्पाद साझा कर सकते हैं इसके बीटा में सॉफ़्टवेयर मंच जो आपके मुख्य ग्राहक हैं उन ग्राहकों को विशेषाधिकार दें जिन्हें आपको हर किसी के साथ करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन Microsoft जैसी कंपनियों ने समस्याओं को साझा करके बहुत कुछ हासिल किया है और वे सॉफ्टवेयर के विकास में प्रमुख उपयोगकर्ताओं को शामिल करके साझा करने से अधिक तेजी से अपने सॉफ़्टवेयर में खामियों और कीड़े की पहचान करने में सक्षम हैं इसलिए जब हम उदाहरणों को देखते हैं जाहिर है हमारे पास इस मूल्य सह निर्माण पद्धति के माध्यम से बनाई जा रही नई आइसक्रीम और दही के स्वाद जैसे उदाहरण हैं ग्राहकों ने मूल्य निर्माण विधि में भाग लिया टी शर्ट डिज़ाइन खिलौने और सजावट उच्च मूल्य के क्रिस्टल के गहने गहने के डिजाइन ज्वैलर्स नए सभी अकेले हैं जहां ग्राहक जो काफी कलात्मक थे और वे ज्वैलर को नए डिजाइन बनाने की सलाह देते हैं अब कई मामलों में इन डिज़ाइनों को ग्राहकों की अनुमति के साथ और कभी कभी कुछ रॉयल्टी को ग्राहक के साथ साझा करने से यह डिज़ाइन विश्व स्तर पर उपयोग किया जाता है तो यह पूरा डोमेन जिसे क्राउड सोर्सिंग कहा जाता है या अक्सर ग्राहकों या यहां तक कि ग्राहकों और उनके कर्मचारियों या ग्राहकों और उनके दोस्तों के बीच प्रतियोगिताओं के माध्यम से स्रोत का विचार होता है तो खेल के जूते डिटर्जेंट के लिए नए डिजाइन इसलिए यदि आप इस प्रकार की कंपनियों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी कई वेबसाइटें विचारों की भीड़ सोर्सिंग के लिए सक्रिय क्षेत्र हैं उत्पाद विचारों में ग्राहकों की भागीदारी के लिए उत्पाद को फिर से तैयार करने या शोधन में ग्राहकों की भागीदारी और इसी तरह पर और निश्चित रूप से हम आने वाले सॉफ़्टवेयर कंपनियों जैसे Microsoft या लिनक्स या YouTube विकिपीडिया या फ़ेसबुक जैसी सेवाओं के निर्माण के द्वारा किए गए भारी लाभ पर चर्चा किए बिना सह निर्माण पर एक चर्चा का समापन नहीं कर सकते हैं वास्तव में इस विशेष सत्र या इस विशेष पाठ्यक्रम के कई सत्रों में जैसा कि आप YouTube पर इसका आनंद लेते हैं और आप फोरम में भाग लेते हैं और आप अपने अनुभव साझा करते हैं और आप अपनी चिंताओं को साझा करते हैं और आप अपने प्रश्न और उत्तर आपके द्वारा दिए जाते हैं इस पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले सहयोगी हम ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया में हैं यह नई दुनिया है जहां एक शिक्षक अब नहीं है मंच पर एक ऋषि हम अब उपदेश नहीं दे रहे हैं हम बातचीत कर रहे हैं हम अपने ज्ञान और आपके लाने आपकी विशेषज्ञता और अनुभव साझा कर रहे हैं और इस तरह के सत्र में प्रत्येक के लिए आने वाला समय आने वाले दिनों के लिए एक समृद्ध सत्र हो सकता है इस ज्ञान प्रवाह के कारण इस ज्ञान की भागीदारी के माध्यम से सह निर्माण इसके बारे में सोचें और आप इस नए प्रतिमान की शक्ति को समझेंगे आईआईटी कानपुर में हमारे छात्रों द्वारा किए गए कार्यों के त्वरित उदाहरणों को दिखाकर मैं निष्कर्ष निकालूंगा छात्रों का यह पहला समूह जो कचरा से खजाने की तथाकथित कॉल परियोजना पर काम कर रहे थे आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का पुन उपयोग कैसे किया जा सकता है और उत्पादक क्षेत्र में डाल दिया जा सकता है इसलिए यह विशेष समूह उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर काम किया जो आधुनिक दुनिया के सबसे अधिक परेशानी वाले अपशिष्ट प्रकारों में से एक है और मैं पूरी प्रस्तुति के माध्यम से नहीं जा रहा हूं कि उन्होंने यह कैसे किया लेकिन दिलचस्प विचार यह है कि छात्रों के इस समूह ने उन्हें बनाया नेता विवेक थे और उन्होंने एक सेवा बनाई जो रैग पिकर के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत हो सकती है जो लोग आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर हैं और वे इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को ले सकते हैं जिसे वे एकत्र करते हैं और छात्रों के इस समूह में विशेष रूप से विवेक सरल मशीन विकसित करते हैं जिसके द्वारा हमारे कबलिवाल्स चीर बीनने वाले इस सुंदर गहने को मुद्रित सर्किट बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक घटकों के माध्यम से दूर गारबेज बिन में उपयोग कर विकसित कर सकते हैं अद्भुत है इस फ्रेम को देखें इसकी कीमत कुछ इस तरह होगी जैसे कि उन्होंने अपने द्वारा विकसित मशीनों के साथ गणना की थी कि शायद इस तरह का एक फ्रेम लगभग 10 मिनट में मशीनों के उन सरल सेटों द्वारा उत्पादित किया जा सकता है उत्पादन लागत 15 रुपये होगी और उन्होंने बाजार के साथ जांच की कि यह आसानी से कम से कम और 150 रुपये में बेचा जा सकता है तो यह रग पिकर को शामिल करके और सुंदर उत्पाद पुन निर्माण द्वारा सह निर्माण पद्धति के माध्यम से बनाए गए अद्भुत विचारों का एक उदाहरण है पिछले एक के रूप में एक और छोटा उदाहरण यह छात्रों का एक समूह है पीयूष मेरे छात्रों में से एक थे उन्होंने शहरीकरण को देखा और भारत में तेजी से शहरीकरण से कई समस्याएं पैदा हुईं जैसे गांव शहरों से दूर और दूर जा रहे हैं भारी मात्रा में कचरा उत्पन्न हुआ लेकिन उन्होंने इस चीज पर ध्यान केंद्रित किया कि शहरों में हरियाली की कमी और बागवानी के लिए क्षैतिज सतह की कमी और ताजे फल फूल सब्जियों की कमी और सब्जियों फूलों और सुंदर हरे आवरण को विकसित करने के लिए ऊंची ऊंची इमारतों की ऊर्ध्वाधर सतह का उपयोग करके शहरी ऊर्ध्वाधर उद्यानों के इस क्षेत्र को देखने का निर्णय लिया गया जो उत्पादक और साथ ही नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है अब ऐसा करने के लिए पीयूष ने वास्तव में बागवानों के साथ बातचीत की अन्य छात्रों के साथ बातचीत की और एक नई सेवा बनाई जो कि बागवानों की एक नई पीढ़ी द्वारा प्रदान की जा सकती है जिनके पास उस क्षमता और क्षैतिज सतहों इमारतों की लंबी क्षैतिज सतह बनाने के लिए प्रशिक्षण होगा लगभग बेकार सामग्री का उपयोग कर सुंदर उद्यान यदि आप यहाँ देख सकते हैं उन्होंने नारियल की भूसी का उपयोग किया है उन्होंने ताड़ के पेड़ की छाल से खींची गई सामग्री का उपयोग किया है जो आमतौर पर कुछ समय बाद पेड़ के आधार पर नीचे गिरती है इस्तेमाल किया हुआ जूट के बोरे को फेंक दिया और पूरी चीज़ को एक लटकते हुए बगीचे में बदल दिया उन्होंने जापानी हैंगिंग गार्डन डिज़ाइन को एकीकृत किया और कहा कि इसे समझने के लिए यह एक तरह से हमारे परिसरों के ग्राहकों की संख्या में शामिल था जिसमें सह निर्माता शामिल थे बागवान जो अब शहरी हवाला देते हुए उच्च स्तर के सेवा प्रदाता बन जाएंगे जो वास्तव में आप सभी को न केवल पौधों की आपूर्ति करेंगे लेकिन वे सभी उपकरण जो आपको उस शौक को विकसित करने और अपने उच्च वृद्धि वाले भवन की बंजर ऊर्ध्वाधर सतह को बगीचे में उगने वाले फूलों सब्जियों को उत्पादक उपभोग के लिए परिवर्तित करने की अनुमति देंगे ग्राहकों को शामिल करके विचारों की भीड़ सोर्सिंग और सह सृजन की शक्ति और वे इस प्रक्रिया में सहयोगी हैं और नई सेवा संभावनाएं नई सेवा उद्यमिता का निर्माण कर रहे हैं हमारा मानना है कि इनमें से कुछ माली एक कर्मचारी के बजाय कल उद्यमी बन जाएंगे और समय के साथ हम इस तरह के कई नए विचारों को आकार लेते हुए सह निर्माण की शक्ति के माध्यम से वास्तविकता बनाते हुए देखेंगे और विचार और भागीदारी के कार्यान्वयन के लिए सोर्सिंग को लागू करेंगे